कीबोर्ड इंटरफ़ेस के लिए हमने देखा है कि शुरुआत में हमें यह जांचना होगा कि सभी कीय रिलीज़ की गई हैं या नहीं और यह कोड के पहले भाग द्वारा किया जाता है इस क्षेत्र में जहां मैं वह चीज कर रहा हूं तो हम जाँच कर रहे हैं कि सभी कीय रिलीज़ की गई हैं या नहीं तो एक बार हमने देखा है कि सभी कीय रिलीज़ की गई हैं तो यह jne विफल हो गया है तो आप अगले बिंदु पर आए हैं अब मुझे किसी एक रौ को 0 बनाना है और जाँचना है कि क्या उस पंक्ति में कोई कीय रखी गई है तो हम पोर्ट P 1 पर पैटर्न EFH लगाकर ऐसा करते हैं इसलिए EFH का अर्थ है कि ये सभी बिट्स 1 हैं तो वे f हैं और यह भी तो ये बिट्स सभी 1 हैं और यह बिट 0 है यह बिट 0 है तो यदि इस रौ पर कोई कीय दबाया गया है तो उसी के अनुसार यहाँ बिट 0 हो जाएगा इसलिए इसे आउटपुट करने के बाद हम इसे प्राप्त कर रहे हैं और फिर हम बिट P10 की जाँच कर रहे हैं तो हम इस विशेष बिट को जाँच रहे हैं तो यदि यह कीय यदि P 10 है तो यह बिट 0 दिखाई देता है अब इस आउटपुट को करने के बाद तो यह लगाई गई कीय बिट 0 है इसलिए हम इस db 0 पर जाते हैं तो db 0 यहाँ है तो अब हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या यह एक त्रुटि थी या नहीं तो इस बिंदु पर यह जाँच की जाती है तो हम 10 मिलीसेकंड की डिले को कॉल करते हैं हम 10 मिलीसेकंड की प्रतीक्षा करते हैं और 10 मिलीसेकंड के बाद हम फिर से जांचते इस बिट 10 को तो अगर इस समय तक बिट 1 हो जाता है इसका मतलब है यह एक नॉइज़ हैं तो यह एक फ्लिकर थी इसलिए यह वैध नहीं है तो उस स्थिति में हम वापस स्कैन 1 पर जा रहे हैं तो स्कैन 1 यहाँ है तो यह बिंदु है तो फिर से इस बिंदु पर वापस जा रहे हैं और फिर से हम जांच करेंगे कि यह बिट दबाया गया है या नहीं तो इस तरह से यह पिछले बिंदु पर वापस जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे यदि बिट को रखा गया है यदि कीय रखी गई है तो हम मान 0 ए रजिस्टर में स्थानांतरित कर रहे हैं और फिर ljmp गेट कोड तो ljmp गेट कोड यहाँ हमें इसकी ASCII कीय कोड प्राप्त होगी तो इस कीय टेबल में इस तरह परिभाषित किया गया है व्यक्तिगत बाइट्स में तो कीय टेबल एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ से मैं db मान 0 से F को स्टोर करूँगा इसलिए उन कीय मानों को संग्रहीत किया जाता है और इस A रजिस्टर मूल्य को इस टेबलइंडेक्स के रूप में उपयोग किया जाएगा तो उस डीपीटीआर रजिस्टर से क्या किया जाता है हम कीय टेबल के मूल्य को लोड करते हैं फिर movc AADPTR तो यदि 0 कीय रखी गई है तो यह इस कीय टेबल के पहले स्थान पर आ जाएगी तो आपको करैक्टर 0 मिलेगा दूसरे छोर पर यदि 1 कीय रखी गई थी इसलिए यदि हम अभी वापस जाते हैं यदि यह कीय नहीं रखी जाती है तो हम अगली कीय की जाँच कर रहे हैं स्कैन 1 इसलिए हम जाँच कर रहे हैं कि क्या अगली कीय रखी गई है तो 1 रखा गया है या यदि 1 दबाया जाता है तो यह ऐसा होगा हमें यह कहना होगा कि हमें 1 का कोड अक्कुमिलैटर में डालना है तो यह यहाँ किया गया है db 1 में आप देखते हैं कि हम 10 मिलीसेकंड की प्रतीक्षा करते हैं फिर 11 का मान पढ़ें तो अगर 11 0 है तो यदि यह 0 है इसका मतलब है कि कीय 1 को दबाया गया है यदि यह बिट 1 है जिसका अर्थ है कीय दबाया नहीं गया है इसलिए यह नॉइज़ था इसलिए हम स्कैन 2 पर जाते हैं स्कैन 2 वास्तव में हमें अगले बिंदु पर ले जा रहा है तो स्कैन 2 यहाँ है मैं अगले कॉलम के लिए जाँच कर रहा हूँ ठीक है तो इस तरह से यह रूटीन चलती है ठीक है तो अब हमें यह A रजिस्टर मिल गया है इसमें उस कीय का मूल्य होगा जिसे रखा गया है ये सब हो जाने के बाद हमें फिर से इस बिंदु पर वापस जाना होगा तो जहां DFH आउटपुट किया जायेगा हमने पहले EF H आउटपुट किया था जहां इस ई 1 बिट में यह बिट 0 था और बाकी बिट्स 1थे अब मैं डीएफ डाल रहा हूं तो यह बिट 0 होगा और ये सभी 1 हैं अब यह 15 इस विशेष रौ को मैं जाँच रहा हूँ और फिर से वही चीज़ फिर से वही कोड दोहराएगा लेकिन संख्या अलग होगी अब यदि आप पाते हैं कि db 0 जब आप यह 10 चेक कर रहे हैं जब आप इस पिन की जाँच कर रहे हैं यदि यह बिट 0 है तो इस कीय को दबाया गया है इस कीय को रखा गया है तो हम db 4 रूटीन पर जा सकते हैं तो फिर हम उस db 4 पर जाते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक ऐसी ही db 4 रूटीन होगी जो कि संक्षिप्तता के लिए यहाँ नहीं दिखाई गई है अब इस कीय टेबल में हम सभी कीय मानों को संग्रहीत कर रहे हैं तो यह कीय टेबल आप देखते हैं कि यह कीय टेबल ऐसा कुछ है यह मेमोरी का एक हिस्सा है जहां मैंने सभी कीय मान संग्रहीत किए हैं तो इस कीय टेबल के पहले स्थान पर हमें 0 करैक्टर का हेक्स कीय कोड मिल गया है फिर करैक्टर 1 का हेक्स कीय कोड फिर करैक्टर 2 का हेक्स कीय कोड और फिर अंत में हमें f से ऊपर तक का हेक्स कीय कोड मिल गया है तो हम करैक्टर f तक संग्रहीत करेंगे और फिर यह कीय टेबल है इसका कुछ पता होगा मान ले कि ये पता 2000 कहे इसलिए 2000 से ये मूल्य संग्रहीत हैं इसलिए जब पहले हम इस गेट कोड रूटीन में है तो हम पहली बार इस हैश की टैब को DPTR में ला रहे हैं तो DPTR 2000 के बराबर हो जाता है और फिर हम DPTR को A के मान के साथ जोड़ रहे हैं और यदि आप रूटीन के इस हिस्से को देखें तो आप समझ सकते हैं कि A रजिस्टर में हम उस कीय इंडेक्स को पकड़े हुए हैं जिस कीय को रखा गया है तो वे इस रजिस्टर A में हैं जिसे हमने DPTR से जोड़ा है इसलिए यदि आपने कीय संख्या 4 को दबाया है तो A 4 के बराबर है तो डीपीटीआर प्लसA हमें 2 हजार प्लस 4 पर ले जाएगा यह 2004 के स्थान पर आएगा और 2004 में मेरे पास वहां करैक्टर 4 होगा तो करैक्टर 4 को वहां संग्रहीत किया जाएगा तो अंततः एक करैक्टर 4 मिलेगा यह फिर से जम्प करेगा हमें यहां करैक्टर 4 मिला है तो हम उस करैक्टर के साथ कुछ प्रसंस्करण कर सकते हैं जो यहां स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है लेकिन जहां तक कीबोर्ड की रूटीन का संबंध है तो यह वापस जायेगा और यह फिर से जांच करेगा कि सभी कीय रिलीज़ की गई हैं या नहीं तो यह ऐसा करेगा तो जैसे यहाँ यह इस Rels पर वापस जम्प कर रहा है Rels यहाँ है इसलिए यह इस बिंदु पर वापस जा रहा है यह देखने के लिए कि सभी कीय रिलीज़ की गई हैं या नहीं तो इस तरह हम बहुत आसानी से किसी भी माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर आधारित प्रणाली के साथ यहाँ एक कीबोर्ड हेक्साडेसिमल कीबोर्ड इंटरफेस कर सकते हैं अगला हम आउटपुट डिवाइस में देखते हैं तो हमने कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के रूप में देखा है तो अगला हम आउटपुट डिवाइस को देखते हैं तो आउटपुट डिवाइसके रुप हम कुछ एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं जो सबसे आम आउटपुट डिवाइस है तो यह एक प्रकार का कनेक्शन हो सकता है तो यहां हमने करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस को यहां रखा है फिर एलईडी यहाँ है तो एलईडी को चमकाने के लिए आपको एक 0 डालना चाहिए आपको इस बिंदु पर 0 प्राप्त करना चाहिए तो यदि हम एक 0 यहां डालते हैं तो यहाँ एक करेंट बहने का मार्ग है और एलईडी चमक जाएगा तो यह एक प्रकार का कनेक्शन है दूसरा प्रकार का कनेक्शन इस तरह का है जहां यह लिमिटिंग रेजिस्टेंस गायब है लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यह खतरनाक है क्योंकि इस लाइन के माध्यम से अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होगा जब यह बिट 0 होता है तो पोर्ट बिट 0 होता है तो यह आपको करंट प्रवाह के उच्च मूल्य का एक उच्च श्रेणी मिलेगा तो एलईडी जल सकती है और पोर्ट पिन भी माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर का पोर्ट भी क्षतिग्रस्त हो सकता है तो यह कभी भी अनुशंसित नहीं है तो यह अनुशंसित नहीं है और तीसरा कनेक्शन जहां मुझे यह पोर्ट पिन 1 का मान दे रहा है और जो वास्तव में इस एलईडी को ऑन कर रहा है तो यह कनेक्शन यह है यह ठीक हो सकता है लेकिन यह पोर्ट पिन वे आम तौर पर बहुत कम करंट ड्राइव करते हैं तो उनके पास उच्च करंट नहीं है तो एलईडी में बहुत चमक नहीं होगी चालू है अगर आउटपुट 0 है अधिकांश एलईडी वे 17 वोल्ट ड्राप करेंगे तो आप एक एलईडी चमकाने के लिए इतना पता लगा सकते हैं कि आपको करंट लगभग 10 मिलिएम्पेरे की आवश्यकता है तो आप 5 ऋण 17 को 470 से विभाजित करने पर यह लगभग 10 मिलिम्पियर करंट है जो आपको यहां मिलेगा यदि आप इस बिंदु पर 470 ओम रेसिस्टर डालते हैं तो केस 2 उचित मामला नहीं है केस3 में सामान्य रूप से एक मिलिएम्पेरे करंट इससे अधिक इस पोर्ट पिंस में नहीं मिलता है इसलिए वे उच्च लोड ड्राइव नहीं करते है इसलिए करंटमूल्य इतने अधिक नहीं हैं तो एलईडी मंद हो जाएगा इसलिए दृश्यता एक समस्या हो सकती है इसलिए इस प्रकार पहला कनेक्शन बेहतर है अगला डिस्प्ले जो हमारे पास होगा वह 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगा तो यह भी बहुत आम है लेकिन जैसे डिजिटल घड़ियों और वह सभी अब हमें एलसीडी डिस्प्ले मिल गए हैं लेकिन एलईडी डिस्प्ले कम खर्चीली हैं और इस तरह हमें 7 एलईडी मिल गए हैं जो 8 नंबर बनाने की व्यवस्था करते है तो यह संरचना है तो हम इस एलईडी एबी सी डी ई एफ जी और कभी कभी हमे एक और एलईडी मिल गया है तोइसे 7 सेगमेंट के बजाय 8 सेगमेंट कहा जाएगा जहां हमें एक और एलईडी यहां मिला है इस बिंदु पर एक और एलईडी है तो जो डॉट है आपको यहाँ एक डॉट मिल गया है इसलिए इसे अक्सर बिट एच कहा जाता है लेकिन वह अधिक विविधता वाले अंकों और अक्षरों को प्रदर्शित कर सकते हैं कुछ करैक्टर को विस्थापित करके प्रदर्शित कर सकते हैं लेकिन सभी को नहीं किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं यदि हम कुछ पैटर्न प्रदर्शित करना चाहते हैं जो हम संबंधित शीर्ष भागों को चालू कर सकते हैं तदनुसार हम एक अंक या करैक्टर प्रदर्शित कर सकते हैं तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 2 प्रकार होते हैं एक को कॉमन एनोड कहा जाता है और दूसरे को कॉमन कैथोड कहा जाता है तो इस कॉमन एनोड का मतलब है कि सभी 7 एलईडीके एनोड्स एक साथ बंधे हुए हैं और वे एक ही लाइन द्वारा संचालित हैं और फिर ये सभी कैथोड तो यदि आप किसी विशेष सेगमेंट पर चमक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहां एक उच्च मूल्य देना होगा और आपको संबंधित एलईडी के डायोड को ग्राउंड करना होगा तो उदाहरण के लिए यदि आप इस एलईडी को केवल चमकाना चाहते हैं तो आपको इस बिंदु पर 1 देना होगा और आपको यहां 0 देना होगा जबकि इस तरफ की शेष पंक्तियों के लिएआप 1 डालेंगे तो वहाँ कि एलईडी नहीं चमकेगी दूसरी तरफ यह कॉमन कैथोड कंफीग्रेशन तो यहाँ इस तरफ कैथोड भाग कॉमन है इसलिए इसे कुछ ग्राउंड लाइन से जोड़ा जा सकता है और जहाँ भी आप एलईडी चालू करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से 1 लगाना होगा तो वह प्रकाश 1 होगा तो ये 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हैं कॉमन एनोड और कॉमनोड कैथोड कॉमन एनोड के मामले में कैथोड लाइन्स आउटपुट से जुड़े होते हैं और कॉमन कैथोड एनोड लाइन्स आउटपुट से जुड़ा होता है तो यहाँ भी कॉमनकैथोड भी आउटपुट से यहाँ जुड़ा है कॉन्टेक्ट कैथोड आउटपुट से जुड़ा होगा और यहाँ कॉन्टेक्ट एनोड आउटपुट से यहाँ जुड़ा है तो यह कॉन्टेक्ट एनोड जुड़ा होगा और इस मामले में कॉन्टेक्ट कैथोड जुड़ा होगा तो यह विविधता इंटरफेसिंग उद्देश्य के लिए बेहतर है यह कॉमन एनोड विविधता बेहतर है क्योंकि यहां आप 1 डाल सकते हैं और यहां आप एक मूल्य 0 डाल सकते हैं जबकि इस मामले में आपको ऐसा करने के लिए कई रेसिस्टर डालना होगा तो इंटरफेसिंग उद्देश्य से यह बेहतर होगा तो करंट को नियंत्रित करने के लिए एक रेसिस्टर की आवश्यकता होगी तो यह कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में है तो इस रेसिस्टर को कनेक्ट करें एक एकल रेसिस्टर पर्याप्त होगा और वे सभी 7 सेगमेंट को करंट दे देंगे यह 8051 पोर्ट में मैं इसी बिट को 0 पर रखूंगा ताकि संबंधित एलईडी चमकेगी दूसरी तरफ कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि आपूर्ति वाल्ट दे और अब व्यक्तिगत एलईडी उनके पास अपने स्वयं के रेसिस्टर हैं तो इस मामले में करंट जो आएगा जो करंट वहां होगा वह इस रेसिस्टर द्वारा सीमित होगा और उस करंट को एलईडी जो की ऑन है पर विभाजित किया जाएगा तो चालू होने वाले सभी बिट्स के बीच करंट विभाजित हो जाएंगे इसलिए इसके परिणामस्वरूप सभी एलईडी बहुत चमक नहीं सकते हैं क्योंकि करंट विभाजित हो रहा है इसलिए ब्राइटनेस की समस्या हो सकती है जब यदि केवल एक एलईडीऑन है और दूसरे बंद है तब उस एलईडी के साथ बहुत चमक होगी जबकि अगर कहें कि सभी एलईडी चालू हैं तो उनमें से सभी चमक रहे होंगे लेकिन आउटपुट मंद हो सकता है दूसरी ओर इस मामले में हमें वह समस्या नहीं है क्योंकि इन एलईडी कर्रेंटस को अलग से नियंत्रित किया जाता है हमें अलग से रेजिस्टेंस मिले है तो करंट को भी अलग से नियंत्रित किया जाता है तो चमक इस कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में बेहतर होगी तो इसीलिए हमने कहा कि एलईडी को जोड़ने के लिए कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन बेहतर है तो हम इस चीज़ को कैसे करते हैं हम यह कनेक्शन 1 डिप स्विच और 1 7 सेगमेंट डिस्प्ले को एलईडी से इंटरफ़ेस या 8051 के साथ कैसे करते हैं हो सकता है कि पोर्ट 3 के साथ 4 डिप स्विच जुड़े हों और इसके साथ 30में हमें यह सक्रिय पुलअप रेसिस्टर मिला है तो इस तरह से पुलअप रेसिस्टर हैं तो यदि आप इसे खुला रखते हैं तो पोर्ट बिट स्वचालित रूप से 1 होता है इसलिए हम उस फिलॉसफी का उपयोग कर सकते हैं और यदि हम 0 लगाना चाहते हैं तो मुझे स्विच को बंद करना होगा परिणामस्वरुप बिट 0 बन जाएगा यह विशेष डिस्प्ले तो यह 1 बिंदु तो यह पी 10 P17 ये बिट्स वे इस 74240 को ड्राइव कर सकते हैं तो वह चिप तो यह इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए एक ड्राइवर है और आप तदनुसार मूल्य को यहां रख सकते हैं यह संबंधित सेगमेंट इस a b c d e f को चमकाएगा तो यह वास्तव में आउटपुट है ए बी सी डी ई एफ जी और यह डॉट बिंदु डीपी तो इस ड्राइवर का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है तो हम इस तरह से एक लुकअप टेबल रख सकते हैं अगर आप उस अंक 0 को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो जिन सेगमेंट में चमक होनी चाहिए वे हैं b c d e और f तो यह a b c d ये g पर होगा और h g और p वे बंद होंगे तदनुसार हेक्स कोड 3 एफ है इसी तरह अगर यह 1 है तो केवल सेगमेंट एफ और ई वे सब ऑन होंगे बाकी सब 0 है तो तदनुसार कोड 3 0 है तो इस तरह आप उन सभी करैक्टर के लिए हेक्साडेसिमल कोड का पता लगा सकते हैं जिन्हें आप अपने सिस्टम पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रोग्राम अब बहुत सरल है तो पोर्ट पी 3 से हमें A रजिस्टर में मूल्य मिलता है और फिर हम 0fh के साथ A रजिस्टर का एंड लॉजिकल करते है तो इस तरह हम पोर्ट 3 से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं तो हम इन 4 पोर्ट बिट्स को A रजिस्टर में प्राप्त कर सकते हैं और फिर क्योंकि यह 0 1 2 3 केवल वहाँ है इसलिए हमें उच्चतर ऑर्डरबिट्स को मास्क करना होगा तो यह यहाँ किया जाता है ये 0fh ऐसा करने से यह उच्च क्रम बिट्स मास्क्ड हो जाएगा तोयह mov DPTR 7 s टेबल तो 7 s टेबल में 7 सेगमेंट चीजें होंगी जैसे ये सभी संख्याएँ 3 f 3 0 5 b तो जो भी पैटर्न वहां हैं वे इस 7 s टेबल के बाद से संग्रहीत हैं तो उस मूल्य को move कर दिया जाएगा डीपीटीआरमें उस कीय का मूल्य प्राप्त करेगा जिसे रखा गया है तो 0 1 2 3 कीय वहाँ हो जाएगा तो इसे इस DPTR में जोड़ा जाएगा और यहां हमें यह संख्या मिली है जिसे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं जिसे पोर्ट P 3 1 एकल अंक के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए तोआप केवल उसी तरह से f में 0 दर्ज कर सकते हैं तो संख्या को पोर्ट पी 3 पर एक बाइनरी डेसीमल कोडेड अंक के रूप में दर्ज किया जाएगा और फिर 7 एस टेबल से संबंधित कोड मिलता है और इसे पोर्टपी 1 पर MOV किया जायेगा और पोर्ट पी 1 पर इसके अनुरूप डिस्प्ले मिलता है तो इस तरह से आप इस 8051 चिप के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इंटरफेस कर सकते हैं आगे हम एक और बहुत अच्छी तरह से ज्ञात इंटरफ़ेस चिप को देखते हैं जिसे प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफ़ेस या PPI चिप के रूप में जाना जाता है जो कि 8255 है इसलिए इसकी आवश्यकता है क्योंकि आपके 8051 यदि आप ध्यान से देखें तो 8051 को 4 पोर्ट P 0P1P2P3 मिला है जिसमे से केवल पोर्ट P 1 पूरी तरह से मुक्त है P 0 और P 2 उनका उपयोग बाहरी मेमोरी को जोड़ने के लिए किया जाता है तो यह एड्रेस और डेटा बेस लाइनें पोर्ट पी 3 के लिए हैं तो यह कई अन्य फंक्शन्सके साथ मल्टिप्लैक्सेड है तो यह कठिनाई पैदा करता है यदि आप अपने अनुप्रयोग में ऐसा करते हैं यदि आपको बाहरी मेमोरी और कुछ पेरीफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं बचा है क्योंकि हमारे पास उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त पोर्ट नहीं बचा है इसलिए यदि आप सिस्टम के साथ एक 8255 चिप कनेक्ट करते हैं तो यह आपको कई पोर्ट उपलब्ध कराता है और वे बहुत आसानी से प्रोग्राम करने योग्य होते हैं और अगर आप 8085 जैसे अन्य प्रोसेसर को देखते हैं और यही कारण है कि हमारे पास सीधे कोई आईओ पोर्ट नहीं है तो आप निश्चित रूप से डेटा बस लाइनों से सीधे मूल्यों को पढ़ने के लिए इन आउट के निर्देशों को उपयोग कर सकते हैं लेकिन उस मामले में डेटा बस लाइनें हैंग कर रही हैं तो यह एक और समस्या है कि हमें कुछ करना होगा ताकि हम कुछ बफर इनपुट आउटपुट प्राप्त कर सकें तो 8255 उस प्रकार के संचालन को सुनिश्चित करेगा तो यह 8255 का पिन आरेख है तो यह एक 40 पिन ड्यूल इनलाइन चिप है तो आप देखते हैं कि क्या आप इस प्रयोगशाला बिट्स में देखते हैं कि हमारे पास पिन हैं जो हमें पोर्ट में मिल गए हैं हमें पोर्ट A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 मिले है तो पोर्ट ए एक 8 बिट पोर्ट है फिर हमें एक और पोर्ट बी पीबी 0 से पीबी 7 फिर पोर्ट सी पीसी 0 से पीसी 0 1 2 3 4 5 6 7 वह मिले है और फिर ये 3 पोर्ट्स हैं जो हमारे पास 8255 में हैं और 8255 में वैल्यू पाने के लिए लाइन्स D 0 से D 7 तक हैं जो कि प्रोसेसर के डेटाबस से कनेक्ट किए जा सकते हैं चिप चुनने के लिए आपको इस CS बार पिन को लौ करना होगा तो आपके पास कुछ उचित डिकोडिंग लॉजिक हो सकते हैं जिसके द्वारा सीएस बार पिन सक्रिय हो जाएगा तो आपको यह 8255 उसके द्वारा चयनित किया जाएगा और यह कुछ आंतरिक रजिस्टर और यह पोर्ट हैं तो आंतरिक रजिस्टरों और पोर्ट को चुनने के लिए आप इस ए 0 और ए 1 बिट्स का चयन कर सकते हैं तो वे आम तौर पर सीपीयू एड्रेस बार के एक बिट्स और ए 0 से जुड़े होते हैं और वहां से हमें वह मूल्य मिलता है जिससे हम इन व्यक्तिगत रजिस्टरों को नियंत्रित करते हैं और फिर यह रीड बार राइट बार लाइनें पोर्ट के रीड या राइट ऑपरेशन करने के लिए होती हैं तो एक ब्लॉक आरेख स्तर पर आप कह सकते हैं कि 8255 में 3 8 बिट पोर्ट ए बी और सी मिला है उन्हें इनपुट या आउटपुट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है या इसे गतिशील रूप से बदला जा सकता है यह संरचना हो सकता है तो आप बस 8255 के कुछ कण्ट्रोल वर्ड सेटिंग को बदल सकते हैं जिसके द्वारा ये पोर्ट अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे तो आप इसे इनपुट पोर्ट के रूप में प्रोग्राम कर सकते हैं आप इसे आउटपुट पोर्ट के रूप में प्रोग्राम कर सकते हैं और आप इसे कुछ हद तक सीमित मामलों में द्विदिशीय पोर्ट के रूप में भी प्रोग्राम कर सकते हैं और इंडिविजुअल बिट सेटिंग द्वारा बिट एड्रेसेबल होने के लिए पोर्ट बिट को प्रोग्राम भी कर सकते हैं उनके पास हैंडशेकिंग की क्षमता है इसलिए यदि आप कई उपकरणों को माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर से जोड़ रहे हैं तो आप अन्य उपकरणों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेटा ट्रांसफर हैंडशेकिंग के माध्यम से होगा फिर यह किया जा सकता है तो इस 8255 हैंडशेक मोड का उपयोग किया जा सकता है अन्य महत्वपूर्ण पिन लाइनें जो हमारे पास हैं वह D 0 से D 7 राइट बार A0 A1CS बार और रीसेट हैं इसलिए हम उनकी उपयोगिता देखेंगे तो यह पोर्ट ए पीए 0 से पीए 7 है ये पोर्ट ए के लिए 8 बिट लाइनें हैं उन्हें सभी इनपुट या आउटपुट या सभी बिट्स को द्विदिशीय इनपुट आउटपुट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है तो ऐसा है कि आप पोर्ट ए के लिए बिट वाइज प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते इसलिए इस पूरे 8 बिट को या तो इनपुट मोड में या आउटपुट मोड में या द्विदिश मोड में प्रोग्राम करना होगा फिर इस पीबी 0 से 7 उन्हें इनपुट या आउटपुट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन इसे द्विदिशीय पोर्ट के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है केवल पोर्ट ए को द्विदिशीय के रूप में उपयोग किया जा सकता है पोर्ट बी को उस तरह से नहीं किया जा सकता है और हमें पोर्ट सी मिला है तो पोर्ट सी पीसी 0 से पीसी 7 यह एक 8 बिट पोर्ट है तो फिर से सभी को इनपुट या आउटपुट के रूप में सेटकिया जा सकता है इसे दिशात्मक मोड में नहीं रखा जा सकता है लेकिन इस पोर्ट C को 2 पोर्ट में विभाजित किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि पोर्ट C अपर बिट्स और पोर्ट C लोअर बिट्स CU और CL तो अपर बिट्स पीसी 4 से 7 और लोअर बिट्स पीसी 0 से 3 हैं तो प्रत्येक को इनपुट या आउटपुट उद्देश्य के लिए अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है और पोर्ट सी के इन बिट्स को व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम किया जा सकता है तो इसके पास बिट एड्रेससाबले सुविधा है इसलिए यदि आप 8085 प्रकार के माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग कर रहे हैं जहां आपके पास पोर्ट की बिट एड्रेसबिलिटी नहीं है तो आप उस के साथ एक 8255 चिप कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको इनपुटआउटपुटके लिए कुछ बिट एड्रेससाबले स्थान मिलेंगे फिर हमें यह रीड बार और राइट बार लाइनें मिली है तो ये 2 एक्टिव लौ सिग्नल हैं जो 8255 पर इनपुट के रूप में उपयोग किए जाते हैं इसलिए रीड बार और राइट बार वे 8031 8051 से आ सकते हैं और वे उन इनपुट से जुड़े हो सकते हैं फिर हमारे पास डी 0 से डी 7है तो डी 0 से डी 7 वे वास्तव में डेटा पिन हैं जिन्हें हम माइक्रोकंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं तो हम डेटा पैकेट को 8255 पर भेज सकते हैं या आप डेटा पैकेट को उनसे वापस प्राप्त कर सकते हैं आप चाहें तो पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के कुछ तरीकों को नियंत्रित कर सकते हैं जिस तरह से आप 8255 पर कुछ आउटपुट करना चाहते हैं या यदि कोई विशेष पोर्ट को आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है आप उस पोर्ट पर डेटा भेजना चाहते हैं तो इस तरह आप इस पोर्ट डी0 से डी 7 के माध्यम से माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर से डेटा भेज सकते हैं या यदि पोर्ट को इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है तो आप उस इनपुट पोर्ट से कंटेंट को माइक्रोकंट्रोलर तक ट्रांसफर कर सकते हैं फिर हमें यह रीसेट मिल गया है तो रीसेट ये एक्टिव लौ एक्टिव हाई सिग्नल हैं तो यह रजिस्टर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए कण्ट्रोल रजिस्टर को साफ़ करें इसलिए सभी पोर्ट इनपुट पोर्ट के रूप में इनिशियलाइज़ हो जाएंगे तो यह डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जब आप रीसेट करते हैं 8255 चिपको सभी पोर्ट इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो यदि आप केवल इनपुट मोड में 8255 काम करना चाहते हैं तो आपको कोई कण्ट्रोल वर्ड सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है तो आप सीधे शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह कुछ पोर्ट बिट्स आउटपुट होना चाहिए तो हमें उन चीजों में कुछ कण्ट्रोल वर्ड डालना होगा तो इस तरह हम विभिन्न ऑपरेशन्स के लिए 8255 का उपयोग कर सकते हैं ठीक है हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनके द्वारा हम यह इंटरफेसिंग कर सकते हैं